पिछली बार हम सतह के तनाव की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम इसे जारी रखेंगे तो हम सतह तनाव के कुछ अनुप्रयोगों को एक बहुत ही सरल मामले के रूप में देखना चाहते हैं ऐसा करने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे जब एक केशिका ट्यूब होती है जो त्रिज्या में छोटी है यह बड़ी मात्रा में द्रव में डूबी हुई है और यह द्रव का प्रारंभिक स्तर था और अब एक बार जब इस केशिका को पेश किया जाता है तो इस तरल पदार्थ के उठने या गिरने की अपेक्षा होती है और हम यह देखेंगे कि क्या तय करता है कि यह उठना चाहिए या गिरना चाहिए यह समझने के लिए मान लेते हैं कि केशिका पर द्रव बढ़ रहा है यदि यह केशिका के ऊपर उठता है तो वह क्या है जो इसके उठने को और इसे किस सीमा तक बढ़ना चाहिए यह निर्धारित करता है हम इसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं पहला सवाल यह आना चाहिए कि यह क्यों उठना चाहिए या क्यों गिरना चाहिए जब कोई द्रव होता है तो यह अणुओं का एक संग्रह होता है और इन अणुओं को विभिन्न अंतःक्रियाओं के अधीन किया जाता है एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया समान प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण का अंतर आणविक बल है जो तथाकथित संसक्त बलों की तरह है अन्य एक है तरल पदार्थ के अणुओं और सीमा पर अणुओं के पारस्परिक क्रिया का आणविक बल इसलिए जब आपके पास उस प्रकार की पारस्परिक क्रिया होती है जिसे आसंजन के रूप में जाना जाता है तो यह दो अलग अलग प्रकार के सत्त्वों के बीच है अब अगर संसंजन पर आसंजन जीतता है तो इसका मतलब है अंत में सतह पर तरल पदार्थ के प्रति शुद्ध आकर्षण है और यह द्रव को पसंद करता है पहले हमने एक शब्दावली का उपयोग किया था जिसे हाइड्रोफिलिक सामग्री कहा जाता था तो इस तरह के सबस्ट्रेट्स जो पानी को पसंद करते हैं उन्हें हाइड्रोफिलिक कहा जाता है एक बेहतर शब्दावली गीलेपन से जुड़ी होगी क्योंकि जब हम कहते हैं कि हाइड्रो उसका अर्थ है पानी लेकिन यह कोई अन्य तरल पदार्थ भी हो सकता है इसलिए बेहतर है कि हम यह कहें कि वे गीला करने वाली सतहे हैं बता दें कि एक गीला तरल पदार्थ होता है और इसने इस तरह एक मेनिस्कस का गठन किया है यह मेनिस्कस बहुत ही जटिल आकार का हो सकता है लेकिन हमें सिर्फ सरलता के लिए देखना है मान लें कि यह एक गोलार्ध का हिस्सा है या ऐसा कहने के लिए एक गोलार्धीय टोपी है अब यदि आप यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न बल क्या हैं जो इस मेनिस्कस के विकास से संबंधित हैं तो हमने इसके बारे में पहले चर्चा की है इसलिए यदि हम दोहराते हैं कि यदि हमारे पास इस तरह की मेनिस्कस है तो सतह पर तनाव के कारण एक बल होगा जो परिधि पर कार्य करता है एक दबाव इस तरफ से कार्य करेगा दूसरा दबाव नीचे की तरफ से कार्य करेगा और यह प्राथमिक रूप से उसी द्रव से भरा होता है जो जलाशय में भी होता है इसलिए यदि हम कहते हैं कि सबसे ऊपर कुछ गैस या वाष्प है और सबसे नीचे एक तरल है तो यह Pl है और यह Pg है तो इस विन्यास में Pl या Pg में से कौन सा अधिक होगा Pg अधिक होना चाहिए क्योंकि इसे p तरल और उस दिशा में सतह तनाव के घटक को संतुलित करना है इसलिए यदि आपके पास Pl से अधिक Pg है इसका मतलब है कि मेनिस्कस के पार दबाव में अंतर है तो यदि आपके पास गैस में दबाव वायुमंडलीय दबाव के रूप में है जाहिर है तरल पदार्थ का दबाव मेनिस्कस के पार वायुमंडलीय दबाव नहीं है दबाव और उस अंतर में भिन्नता है इसलिए अगर हम इसे क्षेत्र का एक हिस्सा मानते हैं तो हम उस तरह से मेनिस्कस के आकार का अनुमान लगा रहे हैं अन्यथा यह अलग अलग सतहो की तरह वक्रता की विभिन्न त्रिज्या हो सकती है लेकिन यह सरल धारणा है तो यदि r केशिका के त्रिज्या के समान नहीं है तो यह अलग है क्योंकि r मेनिस्कस की वक्रता की त्रिज्या है जो केशिका के त्रिज्या के समान नहीं है तो हमारे पास

जाहिर है हमें r को R के साथ संबंधित करने की जरूरत है और ऐसा करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा ज्यामितीय निर्माण हो सकता है जो हमें बताए कि यह कोण है तो जब आपके पास यह कोण होता है तो यह ऊर्ध्वाधर के साथ इंटरफेस के स्पर्शरेखा द्वारा बनाया गया कोण है तो यह नॉर्मल से इंटरफ़ेस और क्षैतिज के बीच के कोण के समान होना चाहिए तो हम कहते हैं कि यह नॉर्मल है जो इंटरफ़ेस की वक्रता की त्रिज्या की दिशा में है तो यह लंबाई r है और यह लंबाई R है क्योंकि इसे ट्यूब की केंद्र रेखा कहा जाता है तो यह कैपिटल R है तो आप r को R के साथ कैसे संबंधित कर सकते हैं इसलिए हम इसे सरल बना सकते हैं बाहर के वातावरण और अंदर के बीच का अंतर है बाहरी वातावरण पर दबाव वही है जो इस स्तर पर दबाव है इसलिए यदि आप जानते हैं कि इस स्तर पर क्या दबाव है तो इससे आप इन दोनों के दबाव के अंतर के बीच के संबंध का पता लगा सकते हैं और यह दबाव अंतर कुछ और नहीं है क्योंकि यह बहुत अधिक तरल स्तंभ की उपस्थिति के कारण है तो अगर यह बता दें कि इसकी औसत ऊंचाई h है तो तो यह अभिव्यक्ति बहुत ही सरल है और यह अभिव्यक्ति केवल तभी मान्य है जब यह मेनिस्कस एक स्थिर संतुलन की स्थिति में होता है यह गतिमान नहीं होता है लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छी अंतर्दृष्टि देता है क्योंकि यह आपको बताता है कि अगर इस तरह की स्थिति में एक केशिका वृद्धि होती है तो हम इसे केशिका वृद्धि कहते हैं क्योंकि जैसे कि तरल पदार्थ जलाशय से केशिका की ओर बढ़ रहा है तो वह केशिका वृद्धि कई चीजों से तय होती है पाठ्यक्रम की विशेषताओं में से एक कोण है जो संपर्क कोण है और जो द्रव के संयोजन पर निर्भर करता है इसलिए अगर हम कहते हैं कि एक ग्लास पानी संयोजन के लिए ग्लास वॉटर एयर कॉम्बिनेशन कहता है कि यह शून्य के करीब है इसका मतलब है यह कहने के लिए तीन अलग अलग अवस्थाओं की आवश्यकता है कांच एक ठोस अवस्था है जो केशिका की सतह बनाता है तो आपके पास यहां पानी है और शायद यहां हवा है लेकिन अगर आप कहते हैं कि पानी को पारे के साथ बदल दिया जाए तो यह कुछ अलग हो सकता है और यह संभव हो सकता है कि वृद्धि के बजाय यह एक गिरावट हो यह आसंजन और संसंजन बल के बीच प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित किया जाता है और अंततः यह संपर्क कोण का मूल्य क्या है इसके द्वारा प्रकट होता है तो उस स्थिति में यदि संपर्क कोण 140 डिग्री है जो ऐसा है जैसे कि यह पारा ग्लास हवा है जो संभावनाओं में से एक की तरह हो सकता है इसलिए जब आपके पास यह एक है इसका मतलब है कि यदि आपके पास उस सीमा में थीटा है तो H ऋणात्मक है इसका मतलब यह है कि वृद्धि के बजाय यह एक गिरावट है जिससे मेनिस्कस का आकार भी विरोधाभासी रूप से वक्र हो जाएगा अन्य महत्वपूर्ण कारक जो निर्णायक कारकों में से एक है R क्या है क्योंकि यदि R बड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी संपर्क कोण है उसका प्रभाव छोटा होगा और वस्तुतः अगोचर होगा उसी समय यदि R बहुत छोटा है तो h बहुत बड़ा हो सकता है हम प्रकृति में ऐसे उदाहरण बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं यदि आपके पास पेड़ हैं तो यह पेड़ जमीन से पानी को अवशोषित करता है कोई पंप नहीं है जो प्रकृति में मौजूद है जो तरल पदार्थ को जड़ से सबसे शीर्ष पत्तियों और शाखाओं तक पंप करने के एक कृत्रिम साधन के रूप में मौजूद है लेकिन आप देखेंगे कि लंबे पेड़ों को भी जमीन से पोषण मिलता है इसलिए जब उन्हें द्रव माध्यम द्वारा ले जाया जाता है जो कि जैविक शब्दावली के संदर्भ में सैप का तथाकथित रूप है यह लंबवत रूप से इतनी बड़ी दूरी तक जाता है कि यह केवल इस विचार के साथ इतनी बड़ी ऊंचाई को कवर करता है कि यह R छोटा है तो वे वास्तव में बहुत संकीर्ण केशिकाएं हैं और फिर केशिका एक पंप की तरह काम करती है इसलिए बस सतह के तनाव के कारण यह परिवहन की एक बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है और इस तरह की सुंदर व्यवस्था प्रकृति में प्रबल होगी और इससे पौधे कम से कम ऊंचे पेड़ अपने जीवन को बनाए रखते हैं अब इससे थोड़ी भिन्नता लाने के लिए एक उदाहरण पर विचार करें जब आपके पास द्रव के रूप में एक तरल पदार्थ और गैस के रूप में एक और तरल पदार्थ न हो लेकिन हो सकता है कि दोनों तरल पदार्थ द्रव हों और वे विसर्जित होने वाले हों यदि वे मिश्रणीय तरल पदार्थ हैं तो जाहिर है जब आप उन्हें एक दूसरे के साथ रखते हैं तो वे एक दूसरे के साथ मिश्रण कर सकते हैं और स्पष्ट मेनिस्कस का गठन नहीं हो सकता है लेकिन अगर वे एक दूसरे के साथ मिश्रणीय नहीं हैं तो एक स्पष्ट मेनिस्कस बन सकता है इसलिए इस उदाहरण में हम देखने की कोशिश करेंगे कि अगर दो अलग अलग तरल पदार्थ होते हैं जो कि साथ साथ होते हैं तो जब इन दो अलग अलग तरल पदार्थों को केशिका ट्यूब में डाल दिया जाता है तो कभी कभी जादुई रूप से परिणामी सतह तनाव संचालित प्रवाह परिवहन के कारण होता है और बनाया गया संपूर्ण स्तंभ एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है और हम यहां एक ऐसा ही उदाहरण देखते हैं तो दो अलग अलग तरल पदार्थ होंगे जो पहले ही डाल दिए गए हैं और देखते हैं कि यह जादुई रूप से आगे बढ़ने जैसा है ऐसा नहीं है कि एक पंप है जिसे लगाया जा रहा है या कोई अन्य ड्राइविंग बल भी नहीं है जो गति को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है यहां हम पहले उस गति के बारे में परेशान नहीं होंगे पहले हम संतुलन के बारे में विचार कर रहे हैं तो आइए हम इस तरह के एक मामले पर विचार करें लेकिन एक गतिशील मामला नहीं पर दो अलग अलग तरल पदार्थ जो मेनिस्कस को संतुलन में रखते हैं तो हम कहते हैं कि आपके पास एक केशिका ट्यूब है केशिका ट्यूब में अब आपके पास शीर्ष पर दो तरल पदार्थ हैं और आपके पास पानी है और नीचे में आपके पास पारा है एक दिए गए ट्यूब सामग्री के साथ कहते हैं कि यह कांच है जो इस विशेष मेनिस्कस आकृति को मानता है बाहर पारा भरा है इसलिए बाहर में पारा है और अंदर से पानी डाला जा रहा है अब हम मेनिस्कस पर ध्यान केंद्रित करते हैं बता दें कि इस ऊंचाई से पानी डाला जा रहा है और ऊपर के स्तर से मेनिस्कस का तथाकथित गिराव हो गया है तो यह h है फिर से जब आप इस तरह के एक सरल विश्लेषण को देखते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके कई अनुमान हैं जब मैं कहता हूं कि यह ऊंचाई स्पष्ट रूप से h है तो इसकी कोई शुद्धता नहीं है क्योंकि हम दबाव के अंतर की गणना करते समय एक छोर से दूसरे छोर तक ऊंचाई में भिन्नता की अनदेखी कर रहे हैं जब भी हम यहां दबाव के अंतर की गणना करते हैं तो देखते हैं कि हम कुछ औसत ऊंचाई मानते हैं शायद जो केंद्र पर है जिसे हमने एक संदर्भ के रूप में लिया था लेकिन यह वास्तव में एक समान ऊंचाई नहीं है पूरे मेनिस्कस की ऊंचाई में भिन्नता है और एक अनुमान ऐसा हो सकता है कि उसका उपयोग ऊंचाई के रूप में नहीं बल्कि केंद्र रेखा के रूप में किया सकता है जैसे हमने दूसरे उदाहरण में किया था तो इसे h के रूप में लें अब इसमें क्या त्रुटि है जब आप इसे h के रूप में मान रहे हैं यदि आप ऐसी आकृति का उल्लेख करते हैं तो आप छायांकित मात्रा की उपेक्षा कर रहे हैं तो छायांकित मात्रा का योगदान है प्रभावी रूप से यदि आप देखते हैं कि यह तरल की मात्रा का वजन है जो सतह के तनाव और दबाव के अंतर से जुड़ा हुआ है और वहां इन छायांकित संस्करणों की अपनी भूमिकाएं भी हैं यह केवल एक सन्निकटन है जिसके द्वारा हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं ऐसे मामले हो सकते हैं जब यह कुछ महत्वपूर्ण त्रुटि को जन्म देता है और सौभाग्य से ज्यादातर मामलों में यह उस त्रुटि को जन्म नहीं देता है तो यह एक व्यावहारिक अनुमान के रूप में ठीक है अब यदि आप इस सतह पर विचार करते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न प्रकार के बल जो सतह पर काम कर रहे हैं आप सतह तनाव बल का मूल्यांकन कर सकते हैं जैसे आपने पिछले उदाहरण में किया था इसलिए जब आप संपर्क कोण पर विचार कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम उस कोण के बारे में रुचि रखते हैं जो कांच के साथ पारा द्वारा बनाया गया है तो यह इस एक के संबंध में मापा जाता है और यह मूल रूप से थीटा है इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि परिभाषा के लिए संकेत सम्मेलन क्या है इसलिए जब हम पारे का जिक्र कर रहे हैं तो यह पारा डोमेन के भीतर ठोस से होना चाहिए कि कोण कैसा है अन्यथा एक अलग संकेत चिन्ह के साथ शायद हमने संपर्क कोण पर प्रभाव के बराबर प्रतिनिधित्व के रूप में भी लिया तो यह कोण होगा और बल संतुलन लिखने के लिए यह कोण उपयोगी होगा तो यहां वही फॉर्मूला लागू होगा जो आपके पास है तो अब किस तरफ दबाव अधिक होगा पारा या पानी छात्रपारा और आप उस दबाव के अंतर की गणना कैसे कर सकते हैं जब आप जल पक्ष पर विचार करते हैं तो यह मूल रूप से पानी के स्तंभ की ऊंचाई है जब आप पारा पक्ष पर विचार करते है तो यहहैं h स्पष्ट रूप से इस मामले में एक गिरावट है जो इस थीटा द्वारा प्रेरित किया गया है जो एक उदाहरण के रूप में लगभग 1400 है इसलिए यदि आप सतह तनाव गुणांक को जानते हैं तो इस अभिव्यक्ति में यह पता लगाना संभव है कि इन स्थितियों में h क्या होना चाहिए फिर से इसके कई अनुमान हैं लेकिन यह किसी तरह का विचार देता है कि केशिका वृद्धि या केशिका गिरावट के लिए क्या अनुमान होना चाहिए सतह तनाव के साथ एक मेंनिस्कस की एक गतिशील प्रकृति भी हो सकती है और जब आपके पास मेंनिस्कस की गतिशील प्रकृति होती है तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरफ़ेस पर इस प्रकार के संतुलन पर विचार करना होगा आपको एक तरल की समग्र गतिशील प्रकृति पर विचार करना होगा तरल पदार्थ के रूप में यह दूसरे को विस्थापित कर रहा है और केशिका में गतिमान हो रहा है इस प्रक्रिया में कई चीजें हो सकती हैं स्थिर स्थिति में हमारे पास एक संपर्क कोण होता है गतिशील स्थिति में यह संपर्क कोण बदल सकता है और इस संपर्क कोण का परिवर्तन बलों की गतिशील प्रकृति के कारण हो सकता है जो कि निकाय पर कार्य कर रहे हैं ऐसे बलों में से एक है विस्कस बल तब आपके पास गतिशील रूप से विकसित हो रहे वान डेर वाल बल Van Der Waal's force का प्रभाव हो सकता है इसलिए परस्पर प्रभाव के सभी बलों का होना संभव है जो न केवल स्थिरांक की तरह हैं बल्कि वे गतिशील रूप से विकसित हो रहे हैं जैसे कि मेनिस्कस का आकार बदल रहा है क्योंकि जैसे ही मेनिस्कस का आकार बदल रहा है आपके पास दीवार के पास के अणुओं की अलग व्यवस्था है और वह गतिशील रूप से विभिन्न संपर्क कोणों को जन्म दे सकती है तो इन मामलों में हम जिस संपर्क कोण का उल्लेख कर रहे हैं उसे आमतौर पर एक स्थिर संपर्क कोण के रूप में जाना जाता है लेकिन जब गतिशीलता विकसित हो रही है तो एक गतिशील संपर्क कोण हो सकता है जो विभिन्न बलों के सापेक्ष परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है जो कार्य कर रहे हैं और चूंकि दो महत्वपूर्ण बल एक गतिशील स्थिति में इस प्रकार की केशिका उन्नति को निर्देशित करते हैं वे सतह तनाव और चिपचिपा बल हैं इसलिए गतिशील रूप से विकसित होने वाले संपर्क कोण को निर्धारित करने में उनके सापेक्ष एक मजबूत परस्पर भूमिका निभाते हैं सतह खुरदरापन भी एक मजबूत भूमिका निभाता है क्योंकि यह सतह के करीब उचित अंतर आणविक परस्पर प्रभाव को निर्देशित करता है तो एक बहुत समृद्ध भौतिकी है जो एक गतिशील स्थिति में इंटरफ़ेस के करीब होती है और यह प्राथमिक अध्ययन उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है यह सिर्फ एक विचार देता है कि यह एक स्थिर स्थिति है जो सतह तनाव का परिणाम हो सकती है लेकिन कम से कम यह हमें एक विचार देता है कि सतह तनाव एक छोटे पैमाने में एक बहुत महत्वपूर्ण बल हो सकता है और जैसे जैसे त्रिज्या छोटा होता जाता है इसका प्रभाव अधिक से अधिक प्रमुख होता जाता है